तीसरा उदाहरण है कि हम एक रिइनफ़ोर्स मेसनरी की दीवार का इन प्लेन फ्लेक्सोर और शियर डिज़ाइन के सौदे देख रहे हैं तो यह कॉम्पोनेन्ट डिज़ाइन के लिए विशिष्ट है जो हम विशेष रूप से इन प्लेन शियर इन प्लेन फ्लेक्सोर और इन प्लेन शियर के लिए देख रहे हैं आइए हम एक शियर दीवार पर विचार करें जिसकी लंबाई 43 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर हो यह 200 मिलीमीटर की मोटाई के खोखले कंक्रीट मेसनरी इकाइयों के साथ बनाया गया है हम इन प्लेन फ्लेक्सोर के लिए दीवार डिज़ाइन कर रहे हैं और पार्श्व शियर यहाँ माना जाने वाला भूकंपीय बल 38 kN है अब यह भूकंपीय बल एक रिइनफ़ोर्स मेसनरी की दीवार से मेल खाता है और निश्चित रूप से यह R कारक पर निर्भर करता है जिसका उपयोग दीवार में भूकंपीय बल पर पहुंचने के लिए किया जाता है तोयह पार्श्व भूकंपीय बल है जिसे हम रिइनफ़ोर्स मेसनरी की दीवार के लिए उपयोग कर सकते हैं अगर आप इसे एक अनरिइनफ़ोर्स मेसनरी की दीवार के रूप में डिज़ाइन करते हैं या अगर अनरिइनफ़ोर्स मेसनरी की दीवार संभव है फिर पार्श्व भूकंपीय बल अलग होना चाहिए क्योंकि R फैक्टर जो आप एक अनरिइनफ़ोर्स मेसनरी टाइपोलॉजी के लिए उपयोग करते हैं वह अलग होगा तो निर्धारित किए जाने वाले पहलू क्या हैं इन प्लेन फ्लेक्सोर रीइनफोर्रसमेंट और इन प्लेन शियर रीइनफोर्रसमेंट हमारे पास जो डेटा उपलब्ध है उसमें इस दीवार पर लाइव लोड एक्ट कर रहा है आप मान सकते हैं कि ये गणना किसी भवन प्रणाली पर की गई है और फिर दीवार पर लाइव लोड अभिनय हमें प्रदान किया जाता है 32 kN का एक सुपरइंपोज़्ड भार भी दीवार हैं और पार्श्व भूकंपीय बल जो रिइनफ़ोर्स मेसनरी टाइपोलॉजी से संबंधित इस दीवार में 38 kN तक काम करेगा आत्म वजन का अनुमान लगाने के लिए स्व भार के कारण मृत भार मेसनरी का इकाई भार 20 kN m 3 माना जा सकता है और मेसनरी की प्रिज्म ताकत 8 MPa है HYSB सलाख़ों पर विचार करने वाले स्टील के लिए अनुमेय तनाव 230 MPa और खोखले ब्लॉक निर्माण में बेड जॉइंट मोर्टार की चौड़ाई हम अपनी गणना 60 मिमी लेंगे इसलिए हम मूल रूप से 30 30 को देख रहे हैं जो छायांकित है वह हिस्सा आप अपनी स्लाइड पर देख सकते हैं तो यह बेड मोर्टार की चौड़ाई 30 30 है जो हम गणना में विचार करने जा रहे हैं और यह एक विशिष्ट धारणा है वेब आमतौर पर मोर्टार नहीं होता है आसानी के लिए उस हिस्से का निर्माण सामान्य रूप से नहीं किया जाता है और भले ही यह आपके द्वारा मोर्टार किया गया हो एक खोखले ब्लॉक निर्माण में उस क्षेत्र के योगदान की उपेक्षा करें कैविटीज़ का हिस्सा ग्राउट से भरा हो सकता है और दूसरा हिस्सा नहीं भी हो सकता है अब भार मामलों पर आते हैं लोड मामलों और संयोजनों की गणना तो दीवार का आत्म वजन मृत भारों में से एक है जिसे आपको विचार करना होगा यह एक खोखला ब्लॉक निर्माण है यह मानते है कि 50 प्रतिशत ब्लॉक खोखला बना हुआ है तो दीवार की चौड़ाई 02 मीटर में प्रति मीटर घन में 20 किलो न्यूटन 50 प्रतिशत खोखला हैं और दीवार की कुल लंबाई और ऊंचाई क्रमश 43 और 3 मीटर मानी जाती है हमारे पास दीवार पर 32 kN का एक सुपरिम्पोज्ड लोड एक्टिंग भी है इसलिए यहां कुल मृत भार 32 kN 258 kN 578 kN है और वहाँ एक लाइव लोड हैं या दीवार पर 15 kN का इम्पोसेड भार भी हैं हम भूकंपीय डिज़ाइन देख रहे हैं और इसलिए हम भूकंप प्लस ग्रैविटी भार संयोजन को देखने जा रहे हैं और इस संयोजन के तहत अनुमेय तनाव में वृद्धि की अनुमति है तो आपको यह देखना चाहिए कि अनुमेय तनाव कैसे होता हैबढ़ाया जा सकता है या तो आप अपनी गणना में अनुमेय तनाव को 33 प्रतिशत से बढ़ा सकते हैं इस भूकंप प्लस ग्रैविटी भार संयोजन में या समीकरण के दूसरी तरफ ले जाने की संभावना है जो 75 प्रतिशत तक हैं और अनुमेय तनाव के 100 प्रतिशत का उपयोग करना जारी रखें 133 प्रतिशत नहीं इसलिए ऐसा करना अधिक सुविधाजनक है क्योंकि आप इसे अपने सभी भारों पर समान रूप से लागू कर सकते हैं और संयोजनों सहित मामलों को लोड कर सकते हैं इसलिएहमारी गणना में हम लोड को 75 प्रतिशत तक कम कर देंगे अनुमेय तनावों में वृद्धि की वजह से जिसकी अनुमति संयोजन के लिए दी जाती हैं लोड के मामले क्या हैं जो विचार कर सकते हैं आम तौर पर ये दो लोड मामले हैं जिन्हें हमें विचार करना चाहिए एक ऐसी स्थिति है जहां आपके पास मृत भार है आपके पास लाइव लोड का लाभकारी प्रभाव और भूकंप का भार है तो यह लाइव लोड के सकारात्मक प्रभाव सहित ग्रैविटी प्लस भूकंप संयोजन है और हम लोड का 75 प्रतिशत ले रहे हैं जो पहले दिए गए बयान के कारण हैं इसलिए075 DL LL EL हमारा पहला लोड केस है और दूसरा लोड मामला मुख्य रूप से उन प्रभावों के लिए जिम्मेदार होता है जहां संरचना में एक हद तक विघटन हो सकते हैं और इसलिए हम कम मृत भार को देखते हैं और हम लाइव लोड पर विचार नहीं करते हैं तो इस मामले में लोड केस 09 DL EL है कुल भार के 75 प्रतिशत पर विचार करते हुए हमारे पास लोड का मामला 067 DL 075 EL है इस स्तर पर मैं केवल यह बताना चाहूँगा कि ये दो लोड मामले हैं जिन्हें हम देख रहे हैं जो काम के तनाव के दृष्टिकोण के लिए उपयुक्त हैं हालाँकि यदि आप IS 1893 भाग 1 2016 से परामर्श कर रहे थे या राष्ट्रीय भवन कोड के 2016 संस्करण से लोड मामलों ने कहा सीमा राज्य दृष्टिकोण से संबंधित है जहां आप देखेंगे कि लोड संयोजन कारकों के लिए निर्धारित है लोड संयोजनों में लोड मामले लिमिट स्टेट एप्रोच से आ रहे हैं उदाहरण के लिए आपको 12DLLL±EL15DL±EL के लोड संयोजनों को चेक करना आवश्यक है जहां आपके पास 09DL ± 1 विघटन का एक मामला है यह वर्किंग स्ट्रेस एप्रोच के लिए लागू नहीं है जो हम रिइनफ़ोर्स मेसनरी के डिज़ाइन के लिए और मेसनरी के डिज़ाइन के लिए उपयोग करते हैं तो सावधानी के लिए हम डिज़ाइन को दंडित करेंगे यदि आप वर्किंग स्ट्रेस एप्रोच का आवेदन करते हैं भूकंप के भार के लिए हम फिर से 75 प्रतिशत भूकंप का भार लेंगे तो ऊंचाई में शियरबल हमें ओवर टर्निंग पल देगा 075 x 38 kN जो दीवार के डिज़ाइन के लिए निर्धारित किया गया था दीवार की ऊंचाई 3 के डिज़ाइन के लिए निर्धारित पार्श्व बल और इसलिए हम 855 kNm का ओवर टर्निंग पल देख रहे हैं अक्षीय भार मामले क्या हैं वह भूकंप भार था भूकंप के भार से ओवर टर्निंग पल हैं और अब अक्षीय भार के लिए हमारे पास दो मामले थे सबसे पहला मामला 75 प्रतिशत डेड लोड प्लस लाइव लोड को देख रहा था और इसलिए एक केस P 1 हमें लगभग 546 kN देगा मृत भार का 75 प्रतिशत और लाइव लोड अनुमानित है आपके केस 1 को हम P 1 कहते हैं केस 2 डेड लोड में कमी के साथ हैं तो DL का 67 प्रतिशत डेड लोड वह है जो हम इस बारे 38726 kN पर काम करेंगे इसलिए हमारे पास दो मामले हैं जिन्हें हमें डिज़ाइन में देखना होगा मैं एक मामले को लूँगाऔर हम विवरण में जाएंगे और हमको दोनों मामलों को देखना चाहिए कि डिज़ाइन के संबंध में सबसे खराब स्थिति कहां मिलेगी ज्योमेट्री और अनुमेय तनाव के कुछ पहलू जिसकी नेट बेडेड एरिया की आवश्यकता होगी हमने सिर्फ इस बारे में बात की थी 60 मिलीमीटर दीवार की लंबाई 4300 मिलीमीटर में नेट बेडेड एरिया 0258 मिमी 2 हैं हमें दूसरे क्षण के क्षेत्र का अनुमान लगाने की आवश्यकता है और क्षेत्र के दूसरे क्षण का अनुमान इन की ज्योमेट्री को देखते हुए लगाया जाता है दो स्ट्रिप्स जो स्वयं दीवार की केंद्र रेखा में बैठे हैं तो क्षेत्र फल का दूसरे पल 03994 m4 अनुमानित है हमें इन प्लेन फ्लेक्सचर के लिए प्रभावी गहराई गणना की आवश्यकता है हमें लगता है कि स्टील रीइनफोर्रसमेंट दो वोइडस में रखा जा रहा है जो एक ब्लॉक में मौजूद हैं और इसलिए रीइनफोर्रसमेंट के केंद्र को दो रीइनफोर्रसमेंट सलाख़ों के बीच में माना जा सकता है और इसलिए यह ब्लॉक का आधा हिस्सा है तथा इसलिए हम मान सकते हैं कि प्रभावी गहराई की गणना अत्यधिक कम्प्रेशन फाइबर से की जाती है स्टील रीइनफोर्रसमेंट के केन्द्र तक और वह किनारे से 200 मिमी है इसलिए प्रभावी गहराई को 4100 मिलीमीटर के रूप में लिया जाता है अगर स्टील के रीइनफोर्रसमेंट को कई और कोशिकाओं में रखा जा रहा है तो आप को पर्याप्त रूप से वापस आकर जांच करनी होगी और प्रभावी गहराई गणना में परिवर्तन करना होगा 25 प्रतिशत अनुमानित अनुमेय तनाव एक चौथाई मेसनरी की कंप्रेसिव ताकत जो 8 MPa थी तो F a 2 MPaहैFb तनाव प्रवणता के प्रभाव के कारण Fb बढ़ जाता है आपके पास 125 F a हैं जो कि 25 MPa होगा और Fs 230 MPa हैं लोच का मापांक मुख्य रूप से n का अनुमान बनाने के लिए आवश्यक है मॉड्यूलर अनुपात तो Em 550 f m 4400 MPa तो मॉड्यूलर अनुपात तो हम डिज़ाइन को देखते हैं पुनरावृति के बारे में हमने बात की वहां दो प्रक्रिया हैं और यह डिज़ाइनर पर निर्भर है कि वह उस दृष्टिकोण का चयन करे जो वह उपयोग करना चाहता है दोनों पुनरावृत्ति प्रक्रियाएं हैं और अन्य विधियां भी हो सकती हैं जिनका उपयोग कर सकते हैंमूल रूप से मूलभूत आवश्यकताएं लगभग समान हैं इसलिए हम एक प्रक्रिया को देखेंगे पहली प्रक्रिया में हम एक धारणा बना रहे हैं की कम्प्रेशन नियंत्रित करता है और फिर जांचते है कि अनुमानित न्यूट्रल एक्सिस की गहराई के लिए यह धारणा सही है और अगर धारणा सही नहीं हैं तो फिर न्यूट्रल एक्सिस की गणना के तरीके में परिवर्तन किया जाता है और फिर स्टील के क्षेत्र में पहुंचने की आवश्यकता होती है तो बाहरी पल और लोड की कार्रवाई के तहत दीवार की कुल लंबाई l w है प्रभावी गहराई l w d है जो d प्रभावी है तो d स्टील के रीइनफोर्रसमेंट के केन्द्र की दूरी है यह वह जगह है जहाँ आप तनाव परिणामी अभिनय कर रहे हैं और फिर आपके पास कम्प्रेशन का त्रिकोणीय वितरण है कम्प्रेस्सिव तनाव और c कम्प्रेशन में परिणामी हैं संकुचित क्षेत्र की लंबाई जो की न्यूट्रल एक्सिस kd की गहराई है जिसे हमें अनुमान लगाने की आवश्यकता है हमें j d की भी आवश्यकता है जो कि 1 kd 3 है संबंधित तनावों की गणना में अच्छी तरह से हैं तो पहले पल में मान लें कि मेसनरी कम्प्रेशन नियंत्रण में हैं और मेसनरी में कम्प्रेस्सिव बल की गणना करता है बेड की चौड़ाई 60 मिमी k अज्ञात है और प्रभावी गहराई 41m है तो k में कम्प्रेस्सिव बल के लिए एक अभिव्यक्ति है क्षणों को 0 के बराबर लेना होगा क्षणों का योग 0 के बराबर लेना होगा हम क्वाड्रटिक एक्सप्रेशन k में लिख सकते हैं K के लिए एक्सप्रेशन को हल कीजिए और हमें k के लिए 016 का मान मिलता है अब आप वापस जा सकते हैं और कंप्रेसिव फोर्स का अनुमान लगा सकते हैं और चूंकि हम जानते हैं कि तन्यता बल संतुलन C P से जा रहा है हमें तन्यता बल के लिए एक अनुमान मिलता है अब इसके साथ स्टील में तनाव का अनुमान लगाया जाए क्योंकि अब कम्प्रेशन नियंत्रण में हैं मेसनरी में तनाव Fb के बराबर है इसलिए समान त्रिभुजों और संगतता से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्टील में तनाव क्या है लेकिन स्टील में यह तनाव स्टील में अनुमेय तनाव की तुलना में बहुत अधिक है जो 230 MPa है अब इसका अर्थ है कि मेसनरीकम्प्रेशन नियंत्रण करता हैं यह धारणा गलत है इसलिए k का अनुमान गलत है इसलिए हमें वापस जा कर ऐसी स्थिति को देखने की जरूरत है जहां स्टील में तनाव नियंत्रित होता है और अनुमान लगाया जाता है कि संबंधित k क्या हैं और उसके बाद मेसनरी में संकुचित तनाव का अनुमान लगाएँ इसलिए अगले चरण का पालन करने के लिए हम मानते हैं कि तनाव नियंत्रण करता हैं स्टील नियंत्रण और हमें अब स्टील के प्रभावी क्षेत्र का अनुमान लगाना होगा हम प्रभावी क्षेत्र का उपयोग करते हैं फिर स्टील की जांच करें कि क्या हम उन आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रहे हैं की स्टील में तनाव अनुमेय तनाव से कम है और क्या मेसनरी में तनाव अनुमेय मेसनरी में तनाव से कम है तो eff के रूप में अनुमान लगाया गया है हम तनाव के प्रभाव को ध्यान में रख रहे हैं जो ओवर टर्निंग पल की वजह से हुए एक्सेंट्रिसिटी के कारण हो रहा है इसलिए इसे तनाव के योग के रूप में अनुमान लगाया जा सकता है और साथ ही F s द्वारा विभाजित अक्षीय भार eff का पहला अनुमान हैं तो तन्यता बल जिसकी हमने पिछले चरण में गणना की थी P F s एक प्रारंभिक बिंदु हो सकता है जिससे स्टील का प्रतिशत अनुमानित है अनुमानित स्टील ρ eff के प्रतिशत के साथ हम क्वाड्रटिक एक्सप्रेशन k से अनुमान लगाते हैं और k का एक अनुमान प्राप्त होता है और j का अनुमान 1 k 3 भी होता है इसलिए अब हमें देखना होगा कि क्या इन अनुमानों से हम संतुष्ट हैं की टेंशन कंट्रोल और मेसनरी तनाव नियंत्रित करने वाली आवश्यकताओं के भीतर है तो हम kऔर j के इन अनुमानों का उपयोग करके स्टील के तनाव का अनुमान लगते हैं और यह M कुछ भी नहीं है लेकिन एक्सटर्नल पल प्लस अतिरिक्त ओवर टर्निंग पल है जो आ रहा हैं अक्षीय बल की एक्सेंट्रिसिटी के कारण जो टेंशन क्रॉस सेक्शन और कम्प्रेशन का एक गैर समान वितरण के कारण आ रही है और यह पूरी तरह से 19197 kNm के लिए काम करता है हम पिछली अभिव्यक्ति में इसका उपयोग करते हैं इससे हमें स्टील तनाव का अनुमान मिलता है और स्टील का तनाव इस मामले में 22815 M है जो स्टील में Fs या अनुमेय तनाव से कम है तो यह आवश्यकता को पूरा करता है अब हम 2 12 मिमी व्यास की सलाख़ों का उपयोग कर सकते हैं इस eff को प्राप्त करने के लिए है जो 21525 मिमी 2 हैं बेशकeff का अनुमान प्रारंभिक अनुमान था हम इसे संशोधित कर सकते हैं मूल रूप से आप eff का चयन करने के लिए जा रहे हैं दो व्यास की संख्या 12 सलाख़ों तो स्टील का क्षेत्र थोड़ा अधिक है तो इस विशेष मामले में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखना चाहिए आप देख सकते हैं कि स्टील में तनाव 2171 MPa है और अभी भी इस स्थिति को संतुष्ट करता है कि f s स्टील में अनुमेय तन्यता तनाव से कम है हालाँकि आवश्यक सलाख़ों की संख्या में परिवर्तन होने पर अवश्य देखना चाहिए किसी को यह जाँचना आवश्यक है कि क्या d का अपडेट है जो आवश्यक है और फिर वापस आकर इस स्तर पर गणना को सही करें मेसनरीतनाव तब अनुमानित होता है f m का अनुमान लगाया जाता है और f m का अनुमान स्टील में तनाव की स्थिति से समान त्रिकोणों से लगाया जा सकता है और यह काम करता है हम 04 MPa में देख रहे हैं और यह fb से कम है जो 25 MPa है और इसलिए सभी आवश्यकताओं को इस विशेष चरण में संतुष्ट किया गया है इसलिए हम 12 मिमी व्यास की बार्स के दो नंबरों को देख रहे हैं जो चरम किनारों में रखे गए हैं दो दिशाओं पर विचार कर के संरचना की समरूपता को देखते हुए हमने केवल एक ही दिशा की लेकिन यह दोनों दिशाओं के लिए सच है और इसलिए हम 2 मिमी व्यास की दो बार्स को देख रहे हैं जो हमने बाएं और दाएं छोर पर चरम सेल में रखी हैं दीवार की लंबाई 43 मीटर है अब जहां तक शियर डिज़ाइन का संबंध है हम शियर डिज़ाइन में कैसे जाते हैं इसलिए पिछली स्लाइड्स में फ्लेक्सुरल डिज़ाइन का ध्यान रखा गया था शियर बल 38 kN का पार्श्व बल हैं लेकिन 75 प्रतिशत तक कम हो गए हैं और इसलिए आप शियर बल के रूप में 285 kN को देख रहे हैं लेटरल लोडिंग के स्तर के कारण हमें पहले वास्तविक शियर तनाव का अनुमान लगाना है अब यदि आप इस विचार से करते हैं कि कोड स्वीकार्य शियरतनाव किस संदर्भ में बनाता है और स्वीकार्य शियर तनाव का अधिकतम मूल्य विभिन्न स्थितियों के लिए क्या होना चाहिए वेब शियर रीइनफोर्रसमेंट के साथ और इसके बिना मुख्य रूप से प्रभावित दीवार का पहलू अनुपात या दीवार का M Vd अनुपात हमें यह चुनने की जरूरत है कि Fv क्या हैं स्वीकार्य शियर तनाव और अधिकतम स्वीकार्य शियर तनाव क्या हैं तो इस मामले में शियरतनाव का स्तर कम है हम या तो साथ जाने के लिए चुन सकते हैं या वेब शियर रीइनफोर्रसमेंट के बिना और पहले M V d के अनुमान को देखो और फिर F v को और F v max जिसे हमें वेब शियर रीइनफोर्रसमेंट के साथ या बिना विचार करना चाहिए तो आइए हम पहले V d द्वारा M का अनुमान लगाते हैं यह एक स्क्वाट दीवार है यह लंबाई में 43 मीटर है और इसलिए हम इस दीवार के पार्श्व भार प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं जो मूल रूप से शियर विकृति द्वारा नियंत्रित किया जाना है तो इस विशेष मामले में अगर हम वेब शियर रीइनफोर्रसमेंट प्रदान करने जा रहे हैं अनुमेय शियरतनाव की गणना की जाती है तो ऐसे मेसनरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती हैं और एक पैरामीटर जो शियर स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है तो यह 0385 MPa के रूप में अनुमानित है यह F v max द्वारा सीमित है जैसा कि यहाँ 0254 MPa अनुमानित हैं हालांकि मेसनरी शियर तनाव 011 है 011 MPa का क्रम और इसलिए हम स्वीकार्य शियर तनाव या अधिकतम स्वीकार्य शियर तनाव के भीतर हैं यदि हम वेब शियर रीइनफोर्रसमेंट प्रदान नहीं करने जा रहे हैं तो भी ठीक हैं यह होगा और और यहां तक कि स्वीकार्य तनाव 0257 MPa है हालाँकि हमारावास्तविक शियरतनाव बहुत कम है जिसका अर्थ है कि वेब शियर रीइनफोर्रसमेंट प्रदान किए बिना भी दीवार स्वयं शियर की देखभाल करने के लिए पर्याप्त है हालाँकि हमें केवल उस मामले को देखना चाहिए अगर हम वेब शियर रीइनफोर्रसमेंट प्रदान करना चाहते हैं दीवार प्रकार C के लिए क्या वेब शियर रीइनफोर्रसमेंट जो हम प्रदान करते हैं विस्तार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है इसलिए मैं अब वेब शियर रीइनफोर्रसमेंट प्रदान कर रहा हूं हम मूल रूप से एक स्पेसिंग मानते हैं शियर रीइनफोर्रसमेंट के अधिकतम स्पेसिंग 05d या 12 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और हम दोनों में से जो कम हो लेते हैं इसलिए हम जांच सकते हैं कि न्यूनतम शियर स्टील जो हम प्रदान करने वाले है 1 मीटर या 1000 मिलीमीटर की दूरी तय होंगी न्यूनतम क्षेत्र न्यूनतम शियर स्टील का कम होता है तो Vs जहां V 285 kN है जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था Fs फिर से 230 MPa है और प्रभावी गहराई का उपयोग Avmin के मूल्य की गणना के लिए किया जाता है अब हॉरिजॉन्टल और वर्टीकल रीइनफोर्रसमेंट के अधिकतम स्पेसिंग के स्थान पर आवश्यकताएं जहां हमें जाँचना होगा इन तीनों मूल्यों का कम होना जरूरी है कुल lw3 hw3 या 12 मीटर तीनो में सबसे कम पर विचार करना होगा इस मामले में दीवार की लंबाई 43 मीटर है और दीवार की ऊंचाई 3 मीटर है और इसलिए h 3 शासन करेगा 1 मीटर शासन करेगा और वह अधिकतम स्पेसिंग है और यही कारण है कि इस गणना में स्पेसिंग के रूप में 1 मीटर का उपयोग किया गया हैं आइए हम मान लें कि हम 1 मीटर की दूरी पर 8 मिमी व्यास की बार प्रदान कर रहे हैं और यदि आप 1 मीटर के अंतर पर 8 मिमी व्यास की बार प्रदान करते है तो स्टील का प्रतिशत 5026 होगा जो 8 मिमी व्यास बार का क्षेत्र होगा जिसको 1 मीटर स्पेसिंग द्वारा विभाजित किया जायेगा यह हमें लगभग 0025 प्रतिशत देता है अब यह मानते हुए कि हम वेब शियर रीइनफोर्रसमेंट प्रदान कर रहे हैं वेब शियर रीइनफोर्रसमेंट की मात्रा रीइनफोर्रस मेसनरी दीवार प्रकार सी के लिए पर्याप्त प्रदान करता है अगर दीवार प्रकार सी के लिए दिए गए नुस्खे याद हो जिसमें हमें दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टीकल दिशा में एक समान रीइनफोर्रसमेंट प्रदान करना है हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि दोनों दिशाओं में रीइनफोर्रसमेंट का योग दीवार के क्रॉस सेक्शन का सकल क्षेत्र कम से कम 02 प्रतिशत है प्रत्येक दिशा में न्यूनतम रीइनफोर्रसमेंट क्षेत्र सकल क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के 007 से कम नहीं होना चाहिए इसलिए यह कुछ ऐसा है जिसका उल्लंघन होगा क्योंकि इससे पहले हमने 0025 प्रतिशत देखा था हम 1 मीटर स्पेसिंग पर 8 मिमी बार प्रदान करते हैं और फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टीकल दिशाओं को मिलाकर हमें कम से कम 02 प्रतिशत प्राप्त करना चाहिए इसलिए यह महत्वपूर्ण है और जांचें कि क्या हम इन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं इसलिए वेब शियर रीइनफोर्रसमेंट प्रदान करते हुए हमने गणना के लिए 1 मीटर की दूरी मान ली हैं हमने जाँच की कि 1 मीटर पर्याप्त नहीं होगा और इसलिए 1 मीटर स्पेसिंग के साथ हम हॉरिजॉन्टल दिशा में स्टील का प्रतिशत 025 प्रतिशत प्राप्त करते हैं इसलिए हम 500 मिमी स्पेसिंग में 10 मिमी व्यास की सलाख़ों को मानते हैं और हॉरिजॉन्टल दिशा में स्टील का प्रतिशत तब है जब 500 मिमी स्पेसिंग की चौड़ाई 100 मिमी में विभाजित करके 1 स्टील बार के क्षेत्र के रूप में अनुमानित हो और हमें लगभग 0078 प्रतिशत मिलता है जो कि आवश्यक सात प्रतिशत से अधिक है अब वर्टीकल दिशा पंक्ति में स्टील का प्रतिशत 7854 हैं यह मानकर विभाजित किया गया है की स्टील रीइनफोर्रसमेंट प्रदान किया गया हैं यह मानते हुए कि हम वैकल्पिक रूप से स्टील रीइनफोर्रसमेंट प्रदान करते हैं ऊंचाई 150 के 1 ब्लॉक के साथ ऊंचाई 150 मिमी के प्रत्येक ब्लॉक के साथ तो वर्टीकल दिशा में यदि आप देख रहे हैं कि कितनी बार प्रदान करना है तो यह वैकल्पिक ब्लॉक है जो कि 2 x 150 है हम 10 मिमी बार के लिए लगभग 013 प्रतिशत प्राप्त करते हैं जो वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में प्रदान किया गया हैं तो यह फिर से 007 प्रतिशत से अधिक है आपको एक और आवश्यकता है वर्टीकल दिशा में स्टील हॉरिजॉन्टल स्टील के 3 गुना होनी चाहिए और इसलिए आपको इसे घटाकर 150 करना होगा और जाँच की जाए कि वर्टीकल स्टील की अतिरिक्त आवश्यकता है हॉरिजॉन्टल स्टील का 3 गुना होना भी ध्यान रखा जाता है दोनों दिशाओं में रीइनफोर्रसमेंट का योग 0078 प्लस 0131 होगा और इसलिए 0209 जो 02 प्रतिशत से अधिक है जो कि आवश्यकता थी तो इसलिए हमने शियर डिज़ाइन पहलुओं पर ध्यान दिया है यह दीवार वेब शियर रीइनफोर्रसमेंट प्रदान किए बिना छोड़ी जा सकती है लेकिन अगर आप वेब शियर रीइनफोर्रसमेंट प्रदान करने जा रहे हैं तो ये जाँचें हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है यह सुनिश्चित करें कि निश्चित प्रकार A B या C के लिए न्यूनतम स्टील का ध्यान रखा जाए इसके साथ मैं एक अंतिम पहलू की बात करता हूं जो कि छिद्रित शियर की दीवारों के लिए है पिछले मामले में हमने एक खाली दीवार को देखा जिसकी लंबाई 43 मीटर थी और अगर यह एक बहु मंज़िल संरचना है आपके पास शियर दीवार का डिज़ाइन होगा जैसा कि उदाहरण 3 में देखा था लेकिन यदि आप छिद्रित रीइनफोर्रस मसोनरी शियर दीवार को देखते हैं एक आइटम बदल जाएगा और आपको अपनी गणना में विचार करने की आवश्यकता है ओवर टर्निंग पल में जो पियर्स में विभिन्न अक्षीय बलों का कारण बनता है भूकंप के कारण अक्षीय बल में परिवर्तन होता है औरओवर टर्निंग पल जो भूकंप के कारण हैं और जो आपकी गणनाओं में शामिल है इसलिए यदि आप ग्रैविटीबलों को देखना चाहते थे ग्रैविटी बल लाइव लोड से आएँगे और भूकंप बल के कारण ओवर टर्निंग पल तो ओवर टर्निंग पल में अतिरिक्त अक्षीय बल जो टेंसिल हो सकता है प्रकृति में या कम्प्रेस्सिव भूकंप की दिशा में और संरचना की समग्र ज्योमेट्री के संबंध में दीवार की स्थिति पर निर्भर करता है जो आप विचार कर रहे हैं इसके अलावा लिया जाना है इसलिए अक्षीय बलों के रूप में पियर्स को पलटने का वितरण होना चाहिए जो माना जाता है तो आपके पास अतिरिक्त अक्षीय बल हैं जो भूकंप बलों Pe से आ रहा है अगर आपको अलग अलग दीवारों के लिए गणना करनी है मूल रूप से आप इसकी गणना और यह कहां से आ रहा है कैसे कर सकते हैं पार्श्व बल छिद्रित शियरकी दीवार पर अभिनय जो समग्र इमारत को बनाता है वास्तव में चरम स्तरों में अतिरिक्त कम्प्रेशन की स्थिति पैदा करने के लिए हैं और बाएं छोर पर तनाव की स्थिति यह देखते हुए कि भूकंप बल बाईं ओर से दाहिनी ओर कार्य कर रहा है आम तौर पर इस मामले में तीन स्तर हैं बीच में छेद अगर यह समग्र भवन योजना की केंद्र रेखा साथ गठबंधन किया है फिर अक्षीय में न्यूनतम परिवर्तन देखेंगे ओवर टर्निंग पल या अक्षीय बल की वजह से ओवर टर्निंग पल 0 के करीब होगा हालाँकि यह ज्योमेट्री पर निर्भर करता है परंतु हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए कि इस दीवार में ये दो पिएर्स तीन पिएर्स से कैसे बने हैं ओवर टर्निंग पल के कारण अक्षीय बल कैसा है और चरम स्तरों में क्वांटम क्या है इसलिए हम यह अनुमान लगाने में रुचि रखते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस क्या है तीन अलग अलग पिएर्स से बनी दीवार हमारे पास पियर 1 पियर 2 और पियर 3 है और इसलिए हम इन पियर्स में से प्रत्येक के अनुरूप अक्षीय बल का अनुमान लगाने में सक्षम होंगे प्रत्येक पियर के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र जो Ai i है जो कि पियर्स में प्रत्येक के बीच की दूरी हैं और न्यूट्रल एक्सिस माना जाता हैं तो प्रभाव ओवर टर्निंग पल के कारण है ओवर टर्निंग पल ईंटो संबंधित क्षेत्र ईंटो न्यूट्रल एक्सिस से उस क्रॉस सेक्शन अनुभाग के केंद्र के बीच की दूरी के क्षेत्र डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र के दूसरे क्षण से जड़ता के क्षण से विभाजित जो न्यूट्रल एक्सिस के संबंध में हैं तो अक्षीय बल के इस अतिरिक्त घटक की आवश्यकता है और जैसा कि आप पार्श्व बल के स्तर के आधार पर देख सकते हैं चरम पियर अतिरिक्त पूर्व कम्प्रेशन के कारण लाभकारी प्रभाव हो सकता है या उत्थान के कारण नुक़सानदेह स्थिति में हो सकता है या फिर तनाव के कारण भी हो सकता हैं और आप जानते हैं कि शियर क्षमता सीधे पूर्व कम्प्रेशन के स्तर पर निर्भर है आपके पास पियर्स में बहुत भिन्न परिस्थितियां हो सकती हैं और इसलिए डिज़ाइन पर्याप्त रूप से इस विशेष पहलू पर विचार करने के लिए हैं और यदि वहाँ समरूपता से महत्वपूर्ण विचलन हैं फिर वह पियर के प्रत्येक डिज़ाइन बलों में चिंता का कारण होने जा रहा है